सभी को नमस्कार आपका स्वागत है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में आज हम बात करेंगे क्वांटम यांत्रिकी की तो हम आणविक यांत्रिकी के बारे में काफी बात कर रहे हैं आणविक यांत्रिकी जोकि बल क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है तो फिर यह क्या करता है आणविक यांत्रिकी बस संक्षेप में दुहराना के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की तरह परमाणु में गांठ लगाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में अंतर नहीं करते हैंतो हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण नाभिक इलेक्ट्रॉन आकर्षण औरआदि नहीं देखते हैं तो वे आधारित हैं स्प्रिंग्स और शास्त्रीय संभावनाओं पर हुक के नियम चित्र में आते हैं तो अगर बांड की लंबाई विस्तारित है delta X पर तो संबंधित बॉन्ड ऊर्जा delta x वर्ग के समानुपातिक होगी और वास्तव में delta x वर्ग पर तो हम इन्हें उपयोग कर सकते हैं संरचना की गणना के लिए हम कुछ प्रसार गुण डायनेमिक कर सकते हैं हम देख सकते हैं कुल ऊर्जा को हम स्वतंत्र ऊर्जा प्रसार गुणांक और आदि को देख सकते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते जो इलेक्ट्रॉनिक गुण से संबंधित हैं फिर हमने विभिन्न बल क्षेत्र के कार्यात्मक रूप को देखा विभिन्न कार्य रूपों मैंने आपको दिखाया MM 2 मैंने आपको बहुत सारे विभिन्न MMFF आदि दिखाए हैं तो delta X वर्ग के साथ बल क्षेत्र थे delta X की पावर 4 तक उठा है E की पावर delta X तक उठा है और आदि और फिर इस बल क्षेत्र में बहुत सारे पैरामीटर हैं तो वे सब परमाणु प्रकारों पर निर्भर करते हैं परमाणु प्रकार का मतलब है एक कार्बन में विभिन्न परिवेश और विभिन्न बॉन्डिंग हो सकती है ठीक आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन SP3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन SP2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन SP हो सकता है और फिर कार्बन एरोमेटिक के रूप में 5 सदस्य रिंग के रूप में कार्बन और इस तरह तो विभिन्न प्रकार के कार्बन इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार के कार्बन ऑक्सीजनआपके पास हो सकते हैं केटॉनिक आपके पास हो सकते हैं ईथर प्रकार के एस्टर प्रकार के 5 सदस्यीय एलिफेटिक और एरोमेटिक रूप बहुत सी चीजें तो हमारे पास उन सभी के लिए पैरामीटर थे फिर सीमा की शर्तेँ किस प्रकार की सीमा शर्तेँ क्या यह वैक्यूम है क्या यह सॉल्वैंट्स से घिरा हुआ है क्या यह एक आवधिक बॉक्स में है फिर आया ज्यामितीयऑप्टिमाइजेशन यह बहुत आवश्यक है तो आप पता लगाना चाहते हैं अणु के न्यूनतम ऊर्जाअनुरूपण को तो यहां ऊर्जा न्यूनतमहै हम उपयोग करते हैं बहुत सारे संख्यात्मक तकनीकों का न्यूनतम ऊर्जा की गणना के लिए तो क्योंकि ज्यादातर थर्मोडायनामिक रूप से उन्होंने न्यूनतम ऊर्जा पर अधिकृत कर लिया था और हां मैंने यह उल्लेख भी किया है कि ऐसा नहीं है कि सभी अणु उस स्तर पर होंगे यह वितरित किया जाएगा बोल्ट्जमैन समीकरण के आधार पर तो आपके पास कुछ अणु है जोकि उच्च ऊर्जा पर हैं और वास्तव में आधारित है ऊर्जा के स्तर पर एक से दूसरे स्टेट तक तो इसे कहा जाता है आणविक यांत्रिकीतो हर चीज परमाणुओं के रूप में एकत्र है परमाणु जुड़े है स्प्रिंग्स और आदि से अब हम कुछ अलग करने चलते हैं जिसे क्वांटम यांत्रिकी कहा जाता है यहां अणुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग माना जाता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें अलग से माना जाता है 2 विभिन्न तरीके हैं एक को Ab initio कहा जाता है अन्य को सेमीइंपिरिकल कहा जाता है Ab initio बहुत बहुत कठोर है यह आधारित है पहले सिद्धांतों पर कोई संग्रहीत पैरामीटर या डेटा नहीं हैं तो यह ज्यादा समय लेता है तो Ab initio गणना केवल कुछ परमाणुओं के लिए किया जाता है जबकि सेमीइंपिरिकल में बहुत सारे संग्रहीत पैरामीटर होते हैं इसमे कुछ अनुभवजन्य समीकरण संबंधहोते हैं यह कम सटीक है औरयह बड़े अणुओं के लिए उपयोग किया जाता है तो यह बहुत अधिक व्यावहारिक है दवा की खोज क्षेत्र के लिए जैसा कि हमारा क्षेत्र तो यह ज्यादा अनुमानित है Ab initio की तुलना में लेकिन हम सैकड़ों परमाणुओं में जा सकते हैं तो इस क्वांटम यांत्रिकी का क्या उपयोग है हम आणविक कक्षीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं हम देख सकते हैं आंशिक चार्ज हो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता को हम देख सकते हैं द्विध्रुवीय क्षणों को हम देख सकते हैं बॉन्ड के गठन को ऊर्जा की आवश्यकता बॉन्ड के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा बॉन्ड के टूटने के लिए तो ये सब किया जा सकता है बॉन्ड निर्माण टूटना तो यह सब की गणना की जा सकती है आणविक क्वांटम मैकेनिक सिद्धांत से तो हम अणुओं को विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में देख सकते हैं तोयह सबहम क्वांटम यांत्रिकी मेंकर सकते हैं और हमदेख सकते हैं सेमीइंपिरिकल रूपको जो कि तेज है पर कम सटीक है Ab initio जोकि बहुत कठोर है पहले सिद्धांतों के आधार पर तो वे सभी आधारित हैं श्रोडिंगर Schrodingers के समीकरण पर इलेक्ट्रॉनों को तरंगों के रूप में माना जाता है जिनकी तरंगें गणितीय रूप से तरंग कार्यों के एक समूह द्वारा दर्शायी जाती हैं तो यह श्रोडिंगर के समीकरण पर आधारित है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक कहाँ हैं अंतरिक्ष में तो यह आप पता लगा सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन पुष्टि आकार आकृति आदि से और वास्तव में ऊर्जाओं से हम गर्मी का गठन गर्मी की स्थिरता रासायनिक प्रतिक्रिया वर्णक्रमीय गुण से कर सकते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रा का अनुकरण भी कर सकते हैं क्वांटम यांत्रिकी गणना का उपयोग करके जो कि लाभ है हम विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रा का अनुकरण कर सकते हैं तो क्वांटम यांत्रिकी विधियां निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं परमाणु और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग होते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु संपर्क हैतो आपके पास यहां आकर्षण है यहां प्रतिकर्षण हैं तो आप सभी इलेक्ट्रॉनों पर विचार नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत अधिक होगा मैं इस बारे में बताऊंगा कि वे किस तरह से औसत हैं परस्पर क्रियानियंत्रित होती है परमाणु और इलेक्ट्रॉन आवेशों द्वारा जो कि संभावित ऊर्जा और फिर इलेक्ट्रॉन गतियां हैं तो परस्पर क्रिया निर्धारण करते हैं स्थानिक वितरण का तोहम अगर आप चाहते हैं तो गणना कर सकते हैंअणु के आकृति आकार का तो ये सभी आधारित हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉनों और उनकी ऊर्जा पर तो नाभिकीय नाभिकीय प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण और आदि पर तो यह क्वांटम यांत्रिकी विधियों पर आधारित है तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास Ab initio है हमारे पास सेमीइंपिरिकल है Ab initio दसियों परमाणुओं तक सीमित है तो आपके पास बहुत अच्छा कम्प्यूटेशनल संसाधन होना चाहिए तो हम इसे लागू कर सकते हैं ऑर्गेनिक्स ऑर्गोनोमेटिक्स आणविक अंश एक एंजाइम के उत्प्रेरक घटकों के लिए हम वैक्यूम भी कर सकते हैं हम निहित विलायक कर सकते हैं ग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन स्टेट एक्साइटिड स्टेट का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैंविधियां हैं तो GAMESS Gaussian सॉफ्टवेयर्स हैंतो ये सभी नाम आते हैं अगर आप Ab initio प्रकार की विधि को देखने के इच्छुक हैं तो अगर मैं वास्तव में गणना करना चाहता हूं कि इस तरह की ऊर्जाएं क्या हैं तो हम गणना कर सकते हैं ऊर्जाओं की विभिन्नस्टेट पर बहुत अच्छे से Ab initio विधियोंके द्वारा सेमीइंपिरिकल तरीके Ab initio के दसियों परमाणु हम सैकड़ों परमाणुओं या उससे भी बड़े तक जा सकते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा था अगर आप देख रहे हैं हजारों परमाणुओं को तो हम क्वांटम यांत्रिकी के लिए नहीं जाएंगे हमें आणविक यांत्रिकी के लिए जाना होगा तो सैकड़ों परमाणुओं तक सीमित को लागू किया जा सकता है ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनोमेटिक्स ओलिगोमर्स छोटे पेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड सैकराइड पर तो हम कुछ आनुभविक विधि कर सकते हैं हम फिर सेग्राउंड स्टेट ट्रांजिशनको देख सकते हैं इस तरह से एक्साइटिड स्टेट लेकिन यह निश्चित रूप से कम सटीक होगाAb initio से अगर आप वास्तव में छोटे बदलावों को देखना चाहते हैंअगर आपके पास विभिन्न एन्टिओमर्स हैं तो मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा मैं Ab initio का तरीका सुझाऊँगा इतने सारे सॉफ्टवेयर कई सेमीइंपिरिकल विधियां आपके सामने आएंगी AMPAC MOPAC ZINDO AM1 PM 3 ये सभी सेमीइंपिरिकल विधियाँ हैं जिनका आप उपयोग लंबे समय तक करते रहेंगे तो 2 बुनियादी तरीके इस तरह दवा की खोज के लिए काफी अच्छा है अगर आप एक सैद्धांतिक रसायनज्ञ हैं तो आप Ab initio विधियों में जा सकते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कुछ शब्दावली को Ab initio में सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है बेसिस सेट यह आणविक कक्षीय तरंग कार्यों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले एक इलेक्ट्रॉन तरंग कार्यों का एक समूह है बेसिस सेट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन तरंग फ़ंक्शन है जो कि उपयोग किया जाता है आणविक कक्षीय तरंग फ़ंक्शन के निर्माण के लिए आपके पास न्यूनतम बेसिस सेट भी है जोकेवल प्रत्येक पृथक परमाणुओं के ऑर्बिटल्स पर अधिकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है तो निर्वासित ऑर्बिटल्स को वर्चुअल ऑर्बिटल्स कहा जाता है तो केवल न्यूनतमबेसिस सेट अधिकृत वाले ऑर्बिटल्स को माना जाता है हम निर्वासित ऑर्बिटल्स को नहीं मानते हैं जिन्हें न्यूनतम बेसिस सेट कहा जाता है तो अगर आप आम तौर पर Ab initio में जाना चाहते हैं तो न्यूनतम बेसिस सेट के साथ जाना काफी अच्छा है क्योंकि यह निर्वासित ऑर्बिटल्स पर विचार नहीं करता फिर गणना बहुत अधिक करनी है तो कई सारे अनुमान होते हैं जब हम क्वांटम यांत्रिकी पर विचार करते हैं सबसे महत्वपूर्णजिसकी हम बात करेंगे उन कुछ अनुमानों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण एक को बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन कहा जाता है तो यह क्या करता है यह decouples करता है इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु की स्वतंत्रता डिग्री को तो यह मान लेता है कि द्रव्यमान के नाभिकीय केंद्र निश्चित हैं और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो आप स्वतंत्रता की डिग्री की संख्या को कम करते हैं जो कि बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन का लाभ है तो तरंग निर्देश को नाभिकीय निर्देशांक के संबंध में पैरामिट्रीकृत किया जाता है तो याद रखें तो यह मानता है कि नाभिक निश्चित है जैसे हमने माना है कि सूर्य निश्चित है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं जो कि सबसे आसान एप्रोक्सीमेशन है हालाँकि आप जानते हैं कि सूर्य भी घूमता है तो सभी ग्रह भीघूमते हैं तो गणना करना अधिक कठिन हो जाता है लेकिन आपके पास पहला एप्रोक्सीमेशन है कि हम हमेशा मान सकते हैं कि सूर्य निश्चित है सभी ग्रह चारों ओर जा रहे हैं जो कि इस तरह का लाभ है कि हम ऐसा कर सकते हैं इसे कहा जाता हैबोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन उसके बाद आता है हार्ट्री फॉक एप्रोक्सीमेशन तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु में कई कई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप शेष इलेक्ट्रॉनों की औसत क्षमता में ith इलेक्ट्रॉन की प्रतिक्रिया की क्रमिक गणना से अनुमानित करते हैं इस एक इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर को फॉक ऑपरेटर कहा जाता है जिसका मतलब है कि कई इलेक्ट्रॉन हैं 20 इलेक्ट्रॉनों और आप ith कि इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन देख रहे हैंसभी 20 के साथ यह बहुत बहुत मुश्किल हैठीक ith के साथ 1 ith के साथ 2 ith के साथ 4 और इसी तरह बहुत अधिक गणनाएं तो आप क्या करते हैं हम औसत क्षमता लेते हैं शेष 19 इलेक्ट्रॉनों की और फिर हम देखते हैं शेष 19 इलेक्ट्रॉनों के साथ ith इलेक्ट्रॉन कीइंटरैक्शन को तो गणना नाटकीय रूप से नीचे आती है आप देख सकते हैं इंटरैक्शन की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आती है और इसे कहा जाता हैहार्ट्री फॉक एप्रोक्सीमेशन तो यह जीवन को बहुत सरल बनाता है फिर आता है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉनों में वर्णित वेव फ़ंक्शन फर्मी डीरेक आंकड़ों का पालन करते हैं जो कि वे निर्देशांक के एक इंटरचेंज के संबंध में विरोधी सममित होना चाहिए तो इसे कहा जाता हैनिर्धारित अवधि जिसे स्लेटर निर्धारक कहा जाता है तो हमारे पास बोर्न ओपेनहेम एप्रोक्सीमेशन है जो नाभिक की स्वतंत्रता डिग्री को ठीक करता है केवल इलेक्ट्रॉनकी स्वतंत्रता डिग्री मानी जाती है फिर आपके पास होता है हार्ट्री फॉक एप्रोक्सीमेशन जहाँ आप शेष इलेक्ट्रॉनों की औसत क्षमता के साथ ith इलेक्ट्रॉन की परस्पर क्रिया को देखते हैं इसके बाद एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का वर्णन करते हुए उन्होंने फरमी डीरेक के आँकड़ों का पालन किया और वे निर्देशांक के इंटरचेंज के संबंध में सम विरोधी होने चाहिए फिर हमारे पास रूटथन समीकरण हैं जो कि हार्ट्री फॉक समीकरण हैं युग्मित पूर्णांक अंतर समीकरणों का एक सेट है तो इसे कहा जाता है रूटथन समीकरणहिल्बर्ट स्पेस के वैक्टरका उपयोग करके तो यह बीजीय समीकरणों के एक सेट में तब्दील हो सकता है तो यह देता है एक सामान्यीकृत आइजेनवेल्यू समस्या को हल करने के लिए क्योंकि एक बार जब आपके पास बीजीय समीकरणों का सेट होता है तो आपके लिए गणना करना बहुत आसान हो जाता है तो हार्ट्री फॉक समीकरण और तो हमारे पास हार्ट्री फॉक है SCF हार्ट्री फॉक आत्म सुसंगत क्षेत्र जो आत्म सुसंगत क्षेत्र है यह प्रक्रिया का नाम है चार्ज वितरण की गणना करने के लिए समस्या विषम है फॉक मैट्रिक्स निर्भर करता है उन परिवर्तनशील गुणांकों पर जिनकी गणना की जा रही है तो हमें आवश्यकता है स्व स्थिरता के लिए एक पुनरावृत्तितरीके की फिर हमारे पास पोस्ट हार्ट्री फॉक गणना है तो हार्ट्री फॉक गणना में एक कमी है कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सहसंबंध नहीं है इस प्रकार आगे काम करने कीजरूरत हैतोपोस्ट हार्ट्री फॉककी गणना के रूप में किया गया अधिकांश योजनाओं में बड़े मैट्रिक्स के विकर्ण शामिल हैं तो कईविभिन्न प्रकार के एप्रोक्सीमेशन किए जाते हैं आप के लिए इसे और अधिक आसान बनाने के लिए तो Ab initio तरीके GAMESS एक सॉफ्टवेयर हैदूसरा कहा जाता है Gaussian तो अगर आप योजना बना रहे हैं Ab initio का उपयोग करने की तो ये 2 सॉफ़्टवेयर हैं GAMESS और Gaussian तो अर्ध आनुभविक हमारे बल क्षेत्र आणविक यांत्रिकी की तरह आपके पास बहुत सारे पैरामीटर हैं हम कई चीजों को मापते हैं तो अर्ध आनुभविक तरीके हैमिल्टनियन को प्रायोगिक डेटा या पहले सिद्धांत के परिणामों से अभिप्रेरित करते हैं जिसका अर्थ है Ab initio विधियाँ तो यहां गणनाओं की मांग कम है लेकिनयह कम सटीक है वे उन प्रणालियों पर लागू नहीं किए जा सकते हैं जो पैरामीटराइजेशन में उपयोग किए गए उनसे बिल्कुल अलग हैं जैसे कि जब आणविक यांत्रिकी हम उपयोग नहीं कर सकते हैं हालांकि हम कभी कभी इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन सटीकताको देखते हुएयह वास्तव में बहुत सटीक नहीं है लेकिन इसका उपयोग विभिन्न प्रणालियों के लिए किया जा सकता है लेकिन बहुत अधिक बहुत अलग है तो यह सही नहीं है तो हम सेमीइंपिरिकल तरीकों का उपयोग कर सकते हैं गठन की गर्मी आयनीकरण क्षमता की गणना के लिए तोअगर आप अणु को आयनित करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता क्या है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक तोबहुत सारे सिमुलेशन किए जा सकते हैंसेमीइंपिरिकल तरीकों से जोकि इस प्रकार के तरीकों का लाभ है तो कई चीजें परिचालित की जाती हैं यह है की इस तरह से यह विधि सरल हो जाती है कम कम्प्यूटेशनल रूप से तीव्र और हम सैकड़ों परमाणुओं तक जा सकते हैं क्योंकि यहाँ कई प्रणालियाँ परिचालित की गई हैं हम इसे सेमी इंपिरिकल विधि कहते हैं तो हमारे पास अर्ध अनुभवजन्य आणविक कक्षीय विधियां हैं कई सेमी इंपिरिकल आणविक कक्षीय विधियाँ हैं एप्रोक्सीमेशन जोकि उपेक्षा में शामिल हैं 3 और 4 केंद्र अभिन्नताओं की J और K terms में उत्पन्न होने वाली हार्ट्री फॉक समीकरणों केतो हमउपेक्षा करते हैं 3 और 4 केंद्रों की बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनों वाले अणुओं के लिए इन अभिन्नताओं का मूल्यांकन कम्प्यूटेशनल रूप से अव्यावहारिक हो सकता है तो हम उपेक्षा करते हैं हम केवल एक और 2 लेते हैं तो उनमें से कई सारे प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित पैरामीटर्स है अथवा कभी कभी Ab initio गणना की जाती है लापता अभिन्न के लिए क्षतिपूर्ति करने में तो अगर आप अपेक्षा करते हैं उच्च क्रम के अभिन्न की तो आप इसे उस पैरामीटर से अनुमानित कर सकते हैं जो प्रायोगिक रूप से गणना की जाती है अथवा Ab initio गणना के माध्यम से तो ये यानिक कक्षीय विधियाँ हैं सेमी इंपिरिकल आणविक कक्षीय विधियाँ ऐसी मापदंडों को बदलने अथवा गणना की गई आयनीकरण क्षमता इलेक्ट्रॉन संपन्नता से प्राप्त किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक समीकरण आदि से वास्तव में तो क्या उपयोगी परिणाम हैं जिसकी हम गणना कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी और गुणांक से हम कुल इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं एक अणु के आणविक कक्षा के लिए युग्मन अभिन्न आणविक कक्षीय ऊर्जा के योग से गणना की गई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा इतनी सारी चीजें की जा सकती हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी उर्जा चाहिए एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल की ओर बढ़ने के लिए तो हम सेमी इंपिरिकल विधि का उपयोग करके गणना कर सकते हैं और हम सबसे कम अनुपयोगी आणविक कक्षीय ऊर्जा को देख सकते हैं हम उच्चतम अधिकृत आणविक कक्षीय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं यह सब किया जा सकता है इन तरीकों के उपयोग से कुल परमाणु प्रतिकर्षण जो कि नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण है उस उर्जा की गणना की जा सकती है कुल ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है नाभिक ऊर्जा यह सभी की गणना की जा सकती है एक साथ और इसे कहा जाता है कुल ऊर्जा गठन की गर्मी की गणना की जाती है कुलऊष्मा minus आइसोलेटेड परमाणुओं की ऊष्मा से हम गणना कर सकते हैं कंफर्मेशनल एनर्जी की परमाणु चार्जेस की गणना कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गुणक से मुल्लिकेन पापुलेशन विश्लेषण इलेक्ट्रोस्टैटिक संभावित फिटिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके

हम संभावित परमाणु चार्जेस की गणना कर सकते हैं जो मुल्लिकेनपापुलेशन विश्लेषण है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता हम गणना कर सकते हैं तो आणविक कक्षीय गणना से हम इन सभी गणनाओं को कर सकते हैं द्विध्रुवीय आघूर्ण तो द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या है हम आणविक यांत्रिकी का उपयोग नहीं कर सकते हैं हमें द्विध्रुवीय आघूर्ण की गणना करने के लिए सेमी इंपिरिकल यांत्रिकी की जरूरत है तो कई सेमी इंपिरिकल तरीके हैं विस्तारित हकल सिद्धांत अंतर ओवरलैप की पूरी उपेक्षा वह कहलाते हैं CNDO CNDO1 CNDO2 CNDOS अंतर ओवरलैप INDO की संशोधित उपेक्षा संशोधित INDO उन्नत INDO MINDO 2 MINDO 2 डैश 3 AMPAC माइकल ज़र्नर की INDO जिसे ZINDO कहा जाता है फिर डायटोमिक ओवरलैप की संशोधित उपेक्षा AMPAC MOPAC Gaussian फिर ऑस्टिन मॉडल 1 AM1 AMPAC MOPAC Gaussian पैरामीट्रिक तरीके PM3 AMPAC MOPAC Gaussian सेमीकेम ऑस्टिन मॉडल 1 AMPAC स्पष्ट रूप से इतने सारे विभिन्न प्रकार के तरीके और आमतौर पर मैं सुझाव दूंगा कि आप इस प्रकार के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं AM के तरीके और PM3 प्रकार के तरीके MOPAC का भी काफी उपयोग किया जाता है और तो यह सबभी विधियां हालांकि प्रचलित हैं आम तौर आप किसी एक को उपयोग कर सकते हैं जिनको मैंने यहां चिह्नित किया है तो आइए हम इनमें से कुछ तरीकोंदेखें तो हार्ट्री फॉक के लिए आवश्यक समय Ab initio पैमाना N की पावर 4 तक उठाया गया जो कि एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन अभिन्न का मूल्यांकन है सेमी इंपिरिकल विधि चीजों को गति देती है केवल न्यूनतम बेसिस सेट का उपयोग करके केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर विचार करना कुछ इंटीग्रल को 0 पर सेट करना तो यह N वर्ग हो जाता है मूल्यांकन करने के लिए जबकि समय की आवश्यकता होती है हार्ट्री फॉक के लिए Ab initio तरीके N 0 कि पावर 4 तक बढ़ा दिया जाता है तो सेमी इंपिरिकल विधि में यह N वर्ग हो जाता है यह सरल सूत्रों का भी उपयोग करता है शेष सूत्रों के मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए जैसे कि मैंने उल्लेख किया है आपके पास कुछ ऐसे हो सकते हैं इसलिए इसे सेमी इंपिरिकल कहा जाता है तो कुछ इंपिरिकल संबंध हैं जिससे आपको शेष अभिन्न के अनुमान की गणना करने में मदद मिल सकती है तो हम केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं हम न्यूनतम बेसिस सेट लेते हैं और कुछ इंटीग्रल्स को सेट करते हैं0 पर तो मूल्यांकन किए गए इंटीग्रल्स को पैरामीट्राइज किया जाता है गणना अथवा प्रयोगात्मक डेटा के आधार पर इसीलिए इसे सेमी इंपिरिकल कहा जाता है तो यह सरलीकरणों से कुछ हद तक क्षतिपूर्ति करता है इसमें निहित रूप से इलेक्ट्रॉन सहसंबंध उपेक्षितहोता है HF द्वारा जो भी हम उपेक्षा करते हैं उसे हम शामिल करते हैं तो कई विधियाँ हैं no MNDO AM1 RM1 PM6 इतने सारे विभिन्न तरीके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि विधियाँ विकसित हुई हैं 1990 के 2000शुरू होने की अवधि में तो CNDO कि अंतर ओवरलैप की पूरी उपेक्षा है 1965 में पहला CNDO विकसित हुआ था इसके बाद INDO आया अंतर ओवरलैप की मध्यवर्ती उपेक्षातो थोड़ा सुधार जब आप हो सकते हैं67 उसके बाद आया 73 1980 में तो जैसे जैसे इन तरीकों में सुधार होता गया वैसे वैसे जल्द से जल्द CNDO यानी 65 उसके बाद आया NDDO डायटोमिक अंतर ओवरलैप की उपेक्षा फिर आया MNDO AM 1 PM 3 SAM 1 जैसे समय बीतता गया 65 से शुरू होकर इन इलेक्ट्रॉनों के बीच अंतर ओवरलैप की पूरी उपेक्षा और फिर तरीकों में सुधार शुरू हो गया मध्यवर्ती उपेक्षा डायटोमिक अंतर ओवरलैप की उपेक्षा और आदि वास्तव में आप देख सकते हैं2000 के दशक में हमारे पास बेहतर तरीके हैं PM 6 जो किबहुत बड़ा सुधार हैं लेकिन फिर भी वे काफी तेज हैं Ab initio विधियोंसे फिर INDO आया आइए हम थोड़ा सा देखें इन प्रत्येक विधियोंको जो कि शुरू होती है पूर्ण ओवरलैप से होकर INDO तक जोकि मध्यवर्ती ओवरलैप है CNDO की तुलना में INDO अनुमति देता है विभिन्न मानों की एक केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन अभिन्नों के आधार पर जैसे कक्षीय प्रकारों s p d आदि तो यह इस पर सुधार करता है यह अधिक सटीक है CNDO की तुलना में वैधता कोणों की भविष्यवाणी करने में लेकिन खराब है आणविक ज्यामितिकी भविष्यवाणी करने में यह आपको बॉन्ड कोण के बारे में अच्छा विचार देता है लेकिन आणविक ज्यामिति बहुत अच्छा नहीं है फिर आया ZINDOS यह पैरामीटराइजेशन है INDO का स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा का उपयोग करके यह पहली बार 1973 में ज़ेरनर द्वारा वर्णित किया गया था फिर वे इसे विस्तारित करने के लिए आवधिक तालिका में अधिकांश तत्वों को शामिल करते गए अधिकांश तत्व ZINDOS अभी भी व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ऊर्जा oscillator ताकत संक्रमण धातु परिसरों की भविष्यवाणी के लिए उपयोग किया जाता है तो अगर हमारे पास कुछ धातुएं हैं हम सोच सकते हैं ZINDOS के उपयोग करने का ZINDOS के परिणाम तुलना योग्य सटीक हो सकते हैं उनके लिए जोकिमिले हैं DFT विधि से घनत्व समारोह विधि DFT विधियां को कहा जाता है घनत्व समारोह विधि जो Ab initio श्रेणी केआते हैं इसके साथ तुलना की जा सकती है तो यह इस प्रकार की विधि की सुंदरता हैअगर आपके पास अणु में भी संक्रमण धातु है इसके बाद आता है NNDO NNDO INDO की तुलना में NNDO अनुमति देता है विभिन्न मूल्यों की 2 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन अभिन्न के लिए जोकि आधारित हैकक्षीय प्रकार s p d आदि पर आपके पास AM 1 ऑस्टिन मॉडल है जो विकसित किया गया था1985 में इस समूह द्वारा और फिर हमारे पास PM 3 है जो कि फिर से पैरामीट्राइज मॉडल है स्टीवर्ट 1989 का तो मैन्युअल बड़े संक्रमण प्रशिक्षण सेट के बजाय स्वचालित सुधारित परिमाण के साथ AM 1 सुधार पैरामीटर है तो उन्होंने इस मॉड्यूल के मापदंडों को प्राप्त करने के लिए बड़े प्रशिक्षण सेट का उपयोग किया तो AM 1 जैसे मैंने उल्लेख किया है AM 1 और PM 3 व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं वे काफी लोकप्रिय हैं मैं अब भी सुझाव दूंगा कि आप AM 1 PM 3 का उपयोग कर सकते हैं बड़ी संख्या में अणुओं के साथ सेमी इंपिरिकल गणना करने के लिए फिर PM 6 यह आया था वर्ष 2007 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड के सुधार संचालन के लिए है हाइड्रोजन बॉन्ड एक बड़ी चुनौती है तो ऐसा करने के लिए PM 6 आया तो इसे कुछ सॉफ्टवेयर्स में शामिल किया गया Gaussian 09 और आदि तो यह जानकारी इस संदर्भ से प्राप्त की जाती है घनत्व फंक्शन के तरीके इन्हें पहली बार 1998 में विकास किया गया था वाल्टर कोहन को नोबेल पुरस्कार मिला विकास के लिए जो की है घनत्व फंक्शनल सिद्धांत तो तरंग रूप के बजाय इलेक्ट्रॉन घनत्व पर आधारित है घनत्व फ़ंक्शन सिद्धांत तरंग रूप के बजाय इलेक्ट्रॉन घनत्व पर आधारित है तो उन्होंने यह नहीं माना कि एक इलेक्ट्रॉन एक तरंग रूप है वे इलेक्ट्रॉन प्रसार को कुछ क्षेत्रों में अधिक घना कुछ क्षेत्रों में कम घना मानते हैं और यही अब हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के बारे में सोचा जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार वाल्टर कोहन मिला तो घनत्व फ़ंक्शन सिद्धांत अनुकूलन करता है इलेक्ट्रॉन घनत्व का जबकि आणविक कक्षीय सिद्धांत अनुकूलन करता है तरंग फ़ंक्शन का तो यह बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों तरीकों में DFT अनुकूलन करता है इलेक्ट्रॉन घनत्व का MO अनुकूलन करता है तरंग का तो इलेक्ट्रॉन के अणु कक्षीय कक्ष एक लहराती चीज के रूप में सोचते हैं जबकि तरंग रूप में घूमते हुए कण का एक छोटा टुकड़ा जबकि DFT देखता है इलेक्ट्रॉनों को एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और कुछ स्थानों पर यह बहुत घना है कुछ स्थानों पर यह इतना घना नहीं है कि यह है हैमिल्टन के घटकों को इलेक्ट्रॉन घनत्व rho के एक समारोह के रूप में r के एक समारोह के रूप में व्यक्त किया जाता है r जैसा कि आप जानते हैं कि स्थान है तो एक फ़ंक्शन का कार्य एक एक्सचेंज कार्यात्मक और एक सहसंबंधी कार्यात्मक से बना परिवर्तनशील सिद्धांत को धारण करने के लिए भी दिखाया जा सकता है होहेनबर्ग कोहन परिवर्तन संबंधी प्रमेय सही इलेक्ट्रॉन घनत्व में सबसे कम ऊर्जा होगी घनत्व को हल करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरीका कोहन शम स्व सुसंगत क्षेत्र कार्यप्रणाली है यह हमारा घनत्व कार्य करता है हम बहुत परेशान नहीं होते Ab initio को लेकर और घनत्व फंक्शन विधि के बारे में क्योंकि जैसे मैंने कहा ड्रग डिस्कवरी कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी हम बहुत अधिक समय नहीं बिताते हैं Ab initio विधियों पर क्योंकि इन तरीकों का उपयोग करते हुए बड़े अणुओं को देखना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि वे कम्प्यूटेशनल रूप से सघन और बहुत धीमी गति के हैं आम तौर पर सेमी इंपिरिकल तरीकों का पालन किया जाता हैअगर आप मुख्य रूप से कुछ गुणों को देखना चाहते हैं ड्रग्स या इनहिबिटर के छोटे अणुओं को तो घनत्व फ़ंक्शन सिद्धांत तो आपके पास लोकल स्पिन घनत्व एप्रोक्सीमेशन है तोफ़ंक्शन मानों की गणना किसी भी बिंदु पर Rho के मूल्य से की जा सकती है एक्सचेंज फ़ंक्शंस लोकल घनत्व एप्रोक्सीमेशन बाद में सहसंबंध फ़ंक्शंस सामान्यीकृत ग्रेडिएंट एप्रोक्सीमेशन कार्यात्मक मान Rho के ग्रेडिएंट का उपयोग करते हैं कार्यात्मक सहसंबंध कार्यों का आदान प्रदान करते हैं घनत्व फ़ंक्शन विधि का नाम विनिमय और सहसंबंध समारोह को एक शब्द में जोड़कर बनाया गया है तो हमारे पास BPW91 है B इसी से आता है PW 91 आता है सहसंबंध से तो आप संयोजन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के घनत्व कार्य आप सहसंबंध कार्यों के साथ विनिमय कार्यों को मिलाकर कर सकते हैं तो अगर आपको वास्तव में इन प्रकार के Ab initioऔर घनत्व फ़ंक्शन विधियों का अच्छा ज्ञानहै तो आप उपयोग करना शुरू कर सकते हैं लेकिन आम तौर पर बहुत छोटे अणुओं के लिए इस घनत्व फ़ंक्शन के अधिक हाइब्रिड घनत्व फ़ंक्शन विधियों में शामिल हैं कि वे शुद्ध घनत्व नहीं हैं लेकिन हाइब्रिड बेक के 3 पैरामीटर फ़ंक्शन जोकि एक पैरामीटर मॉडल के आदान प्रदान के लिए हैं फिर आपके पास B3 LYP सबसे लोकप्रिय घनत्व फ़ंक्शन विधि है तो DFT MO की तुलना कैसे करते हैं जब DFT एक सटीक सिद्धांत हैहार्ट्री फॉक के विपरीत जो इलेक्ट्रॉन सहसंबंध की उपेक्षा करता है लेकिन उपयोग किए गए कार्य अनुमानित हैं DFT पैमाने की गणना करता है N की पावर 3 के रूप में Ab initio गणना करता है N की पावर 4 जबकि आपका सेमी इंपिरिकल की पावर 2 में गणना करता है अधिक तेजी से बेसिस सेट अभिसरण बहुत बेहतर हैट्रांजिशन धातु परिसरों के लिए सेमी इंपिरिकल काफी अनुमानित हैं DFT के साथ ज्ञात समस्याएं फैलाव में अच्छी नहीं हैं हाइड्रोजन बांड कुछ हद तक कम हैं जटिल संरचनाओं पर यह जानना कठिन है कि DFT परिणामों को व्यवस्थित रूप से कैसे सुधारें आणविक कक्षीय में हम बेसिस सट और सिद्धांत के स्तर को बढ़ाते रहते हैं तो DFT में आप नहीं जानते कि आगे सुधार कैसे किया जाए तो सेमी इंपिरिकल तरीके कुछ इलेक्ट्रॉनों जैसे मैंने कहा स्पष्ट रूप से माना जाता है और समस्या की कम्प्यूटेशनल मांग को कम करता है तो सेमी इंपिरिकल तरीके बहुत बहुत प्रचलित और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं क्योंकि कम्प्यूटेशनल रूप से कम गहन होते हैं और हमें निश्चित रूप से अच्छे उत्तर मिलते हैं यह सटीक नहीं है लेकिन यथोचित अच्छे उत्तर हैं तो हम अगली कक्षा में इन क्वांटम यांत्रिकी विधियों पर आगे भी जारी रखेंगेआपका बहुत धन्यवाद समय देने के लिए Glossary English Word Word Meaning Parameters पैरामीटर मापदंडों Bonding बॉन्डिंग संबंध Solvents सॉल्वैंट्स विलायक